ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में अगली महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे हम देखने जा रहे हैं वह प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन है इसलिए अब तक हमने देखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो रेडी स्टेट में रहती हैं और शेड्यूलिंग नीति के आधार पर वे कुछ निश्चित फैशन में शेड्यूल होती हैं तो यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि प्रक्रियाएं राउंड रॉबिन फैशन में शेड्यूल होती हैं और जब यह किया जाता है तो प्रक्रिया कुछ स्टेट्मेंट्स को निष्पादित कर सकती है और इसके बाद यह डीशेड्यूल हो गई है एक और प्रक्रिया शेड्यूल हो गई है और अब वहां चल रही है अब इस प्रक्रिया 1 और प्रक्रिया 2 के बीच जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कुछ शेर्ड रीसोर्स हो सकते हैं इसलिए उस शेर्ड रीसोर्स को यदि ठीक से संरक्षित नहीं किया जाता है तो हमें कुछ समस्या हो सकती है तो यह कैसे किया जा सकता है एक विशिष्ट उदाहरण इस तरह हो सकता है जैसे एक सिस्टम से जुड़ा एक प्रिंटर है इसलिए एक प्रक्रिया चल रही है इसलिए यह प्रिंटर पर कुछ प्रिंट कर रही है अब आपकी दूसरी प्रक्रिया आती है और यह भी प्रिंटर पर कुछ लिखने की कोशिश करती है अब आप स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हैं चूँकि एक बार प्रिंटर को 1 प्रोसेस करने के लिए आवंटित किया जाता है इसलिए इसे प्रोसेस 2 को नहीं दिया जा सकता है जबकि प्रक्रिया 1 चल रही थी इसलिए उस समय एक प्राथमिकता प्रक्रिया 2 आ गई है तो यह है कि सीपीयू दिया जाना है तो इस बात का ध्यान कैसे रखा जाए इसलिए हमें सिंक्रनाइज़ेशन का मुद्दा मिल गया है तो एक और महत्वपूर्ण उदाहरण शायद इस तरह से कि एक बैंकिंग प्रणाली में हैं इसलिए अलग अलग बैंक खाते हैं और लेनदेन हैं जो एक साथ चल रहे हैं अब यदि दो लेनदेन वे एक साथ एक ही खाते को संशोधित करने का प्रयास करते हैं तो इससे कुछ कठिन स्थिति हो सकती है पूरे डेटाबेस की स्थिरता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समस्या आ सकती है तो इस तरह से लेन देन को नियंत्रित किया जाना चाहिए कुछ अर्थों में इसलिए लेनदेन अंततः प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो प्रोसेस सिंकरनाइज़ेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है इसलिए इस विशेष चर्चा में इसलिए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यह सिंक्रोनाइज़ेशन कैसे किया जाता है और विभिन्न प्रिमिटिव्स क्या हैं जिनके द्वारा हम प्रोसेस सिंकरनाइज़ेशन कर सकते हैं हम जिन अवधारणाओं को कवर करने जा रहे हैं इस पर होने वाली पृष्ठभूमि की चर्चाओं के अलावा इसलिए हम क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए क्रिटिकल सेक्षन मूल रूप से कोड का एक हिस्सा है जिस पर इन कुछ शेर्ड रिसोर्सस एक्सेस कर रहा है इसलिए हो सकता है कि मैंने एक 500 लाइन प्रोग्राम लिखा हो और उसमें केवल 10 लाइनों में से कुछ में इसलिए यह कुछ शेर्ड रिसोर्सस एक्सेस कर रहा है इसलिए जब मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह प्रक्रिया बहुत सावधानी से चलनी चाहिए इसलिए मैं मूल रूप से उन 10 लाइनों के बारे में परेशान हूं क्योंकि जब प्रक्रिया उन 10 लाइनों को निष्पादित कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रक्रिया वापस ले ली जाती है सीपीयू को प्रक्रिया से वापस ले लिया जाता है और ऐसा ही कुछ होता है तो यह एक क्रिटिकल सेक्षन बन जाता है फिर क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम के कई समाधान हैं उनमें से एक को पीटरसन के समाधान के रूप में जाना जाता है फिर कुछ सिंक्रनाइज़ेशन हार्डवेयर है तो यह आर्किटेक्चर लोग वे इस क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम के कुछ समाधान के साथ आने की कोशिश करते हैं इसलिए वे कुछ क्रियाविधि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा इस क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम को हल किया जा सकता है और वे मूल रूप से कुछ हार्डवेयर समाधान हैं जो प्रदान किए जाते हैं फिर म्यूटेक्स लॉक्स हैं जो कि म्यूचुयल एक्सक्लूषन लॉक्स हैं फिर सेमाफोर और अन्य वैकल्पिक दृष्टिकोण हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम इस विशेष अध्याय में देखने जा रहे हैं इसलिए उद्देश्यों को देखते हुए इसलिए पहले हम प्रोसेस सिंकरनाइज़ेशन की अवधारणा प्रस्तुत करेंगे फिर हम क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम को पेश करेंगे और शेर्ड डेटा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समाधान का उपयोग किया जा सकता है इसलिए एक प्रोग्राम में जहाँ भी आप कुछ शेर्ड डेटा एक्सेस कर रहे हैं जो किसी कारण से एक क्रिटिकल सेक्षन बन जाता है जिसे हम समझाएंगे फिर क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समाधान दोनों प्रस्तुत करने के लिए हम कई शास्त्रीय प्रोसेस सिंक्रनाइज़ेशन प्राब्लम की जांच करते हैं इसलिए यह शास्त्रीय प्रोसेस सिंक्रनाइज़ेशन प्राब्लम उनमें से एक है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं जो प्रोड्यूसर कन्ज़्यूमर प्राब्लम है जिस पर हमने पहले चर्चा की है लेकिन निश्चित रूप से हमने उस स्थिति पर विचार नहीं किया जहां प्रोड्यूसर और कन्ज़्यूमर वे शेर्ड बफर एक्सेस रहे हैं और बफर को उन दोनों द्वारा एक साथ संशोधित किया जा सकता है तो इस तरह यह कुछ कठिनाई पैदा कर सकता है या यदि कई प्रोड्यूसर और कई कन्ज़्यूमर हैं तो वे कई प्रोड्यूसर एक ही स्थान पर लिखने का प्रयास कर सकते हैं या कई कन्ज़्यूमर एक ही स्थान से पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं तो इस तरह से हमें शास्त्रीय प्रोसेस सिंकरनाइज़ेशन प्राब्लम मिल गया है और कई वास्तविक समस्याएं जो आपको कंप्यूटर सिस्टम में मिलती हैं इसलिए उन्हें इन शास्त्रीय समस्याओं में से एक के लिए मैप किया जा सकता है और एक बार यह मानचित्रण किया जा सकता है इसलिए हम उन समस्याओं को हल करने के लिए समाधानों की मदद ले सकते हैं और फिर हम कई उपकरणों का पता लगाते हैं जो प्रोसेस सिंकरनाइज़ेशन प्राब्लम को हल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि हम करेंगे अब सिंक्रनाइज़ेशन क्या है इसलिए शेर्ड डेटा तक समवर्ती एक्सेस से डेटा असंगति हो सकती है इसलिए मैं एक उदाहरण लूंगा और उस संबंध में समझाने का प्रयास करूंगा कहते हैं मान लीजिए कि हम एक बैंक में हैं इसलिए हमें एक खाता मिला है तो आपको एक खाता ए और खाता बी मिला है खाता ए शुरू में इसमें 1000 रुपये और खाता बी में भी 1000 रुपये थे तो कुल राशि 2000 के बराबर है अब दो लेनदेन T 1 और T 2 हैं तो लेनदेन T 1 में हम क्या करते हैं हम खाता ए से खाता बी तक 100 रुपये ट्रांसफर करते हैं इसलिए यह इस ऑपरेशन को करने की कोशिश करता है ए ए माइनस 100 के बराबर है और बी बी प्लस 100B100 के बराबर है और लेन देन दो तो यह कह रहा है कि खाता ए से खाता बी तक 50 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं इसलिए यह ए ए माइनस 50 के बराबर है और B B प्लस 50B50 के बराबर है अब यदि ये दोनों लेनदेन एक विशेष अनुक्रम में होते हैं तो T 1 है जिसके बाद T 2 है उस स्थिति में इन लेनदेन को निष्पादित करने के बाद यह ट्रांसफर करने के बाद कुल योग 2000 के बराबर होगा क्योंकि खाता A को 150 रुपये से कम किया जाएगा और खाता बी को 150 रुपये के साथ जमा किया जाएगा तो इस तरह से टी 1 से टी 2 अगर टी 2 के बाद टी 1 है तो राशि 2000 है और इसी तरह अगर टी 1 के बाद टी 2 है तो भी राशि अंतिम राशि दो खातों की 2000 के बराबर है क्योंकि इस मामले में पहले 50 रुपये ए से बी में ट्रांसफर किए जाएंगे और फिर 100 रुपये ए से बी में ट्रांसफर किए जाएंगे अब आप देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जब वे निष्पादित होते हैं इसलिए उन्हें इस तरह निष्पादित नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें किसी प्रक्रिया में बदल दिया जाता है और प्रक्रिया को निष्पादित किया जाता है तो यह मानते हुए कि मुझे कंप्यूटर में रेजिस्ट्स R 1 और R 2 मिला है तो जो ऑपरेशन किया जाता है वह है MOV R 1 A subtract R 1 100 फिर MOV A R 1 फिर MOV R 2 B फिर ADD R 2 100 और फिर MOV B R 2 इसलिए यदि हम एक प्रक्रिया के संदर्भ में देखेंगे तो यह ऑपरेशन का सेट है तो ये इस ऑपरेशन को करने के लिए निष्पादित किए जाने वाले निर्देश हैं इसी तरह से इस लेन देन का एक टुकड़ा है इसलिए यह इस जैसे कोड के टुकड़े को जन्म देगा MOV R 1 A फिर subtract R 1 50 फिर MOV A R 1 फिर MOV R 2 B फिर ADD R2 50 और फिर MOV B R2 अब यदि इस कोड को सही तरीके से निष्पादित किया जाता है तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि यदि इसे पहले T 1 पर निर्धारित किया गया है फिर T 2 या पहले T 2 फिर T 1 पर तो कोई समस्या नहीं है लेकिन एक टाइम शेर्ड सिस्टम में ऐसा क्या हो सकता है कि शायद हम टी 1 से शुरू करते हैं इसलिए टी 1 यहाँ तक क्रियान्वित करता है फिर यह डीशेड्यूल हो जाता है तो इस समय तो R 1 की कंटेंट क्या है तो R 1 पहले 1000 के बराबर था और फिर घटाव हुआ इसलिए R 1 900 के बराबर हो गया लेकिन इस मूल्य को सेव करने से पहले तो यह डीशेड्यूल हो गया कि अब T 2 आया और T 2 ने क्रियान्वित करना शुरू कर दिया और यह यहाँ तक क्रियान्वित करता है तो यह यहाँ तक क्रियान्वित करता है तो आप देखते हैं कि यह MOV R 1 A कब करता है इसलिए A मान अभी भी 1000 के बराबर है तो इस बिंदु पर A 1000 के बराबर है इसलिए जब यह R 1 A एक्सेस कर रहा है तो R 1 1000 इसलिए 50 को 950 में प्रतिस्थापित किया गया तो MOV A R 1 इसलिए A को 950 मान प्राप्त होता है अब मान लीजिए कि T 1 आता है तो T 2 इस बिंदु पर डीशेड्यूल हो जाता है T 1 निष्पादन में आता है और इसलिए T 1 का कॉंटेक्स्ट रिस्टोर किया जाता है तो R 1 को पुराना मान 900 वापस मिल जाता है और फिर MOV A R 1 तो यह इस कथन के साथ शुरू होता है परिणामस्वरूप A का मान 900 के बराबर हो जाता है तो यह 950 मूल्य जो वहां था अब इसे अधिलेखित कर दिया गया है और यह मान 900 देता है इसके बाद मान लीजिए कि कोड का यह हिस्सा ठीक से निष्पादित होता है इसलिए यह इस बिंदु से शुरू हुआ और अगला डीशेड्यूलिंग केवल कोड के अंत में होता है परिणामस्वरूप B मान तो 100 जोड़ दिया जाएगा ताकि B को मूल्य 1100 मिल जाएगा तो हस्तांतरण के इस सेट को करने के बाद योग क्या है तो यह 900 है इसलिए यह 900 प्लस 1100 के बराबर है इसलिए यह बराबर है यह 2000 के बराबर हो जाता है अब इस कथन का क्या तो यह कथन यह अब आ रहा है और फिर R 2 B तो B का मान प्राप्त होगा तो इस बिंदु पर टी 1 समाप्त हो गया है और यह स्थिति है अब T 2 वापस आएगा इसलिए T 2 इस बिंदु पर आएगा और T 2 निष्पादित करना शुरू कर देगा तो R 2 को 1000 के बराबर मूल्य मिलता है और फिर 50 जोड़ा जाता है इसलिए प्लस 50 तो यह 1050 है और फिर यह मान B में सेव होगा इसलिए B अंत में 1050 प्राप्त करेगा इसलिए जब T 1 समाप्त हो गया है तो यह स्थिति थी लेकिन T 2 बीच रास्ते में था इसलिए जब टी 2 भी समाप्त हो गया था तो ए का मूल्य 900 के बराबर है A का मान 900 के बराबर है और B का मान 1050 के बराबर है तो अब कुल क्या है तो कुल 1950 के बराबर है तो यह बात क्यों हुई है यह बात इसलिए हुई है क्योंकि जब टी 1 A मान को एक्सेस कर रहा था तो टी 2 बीच आया था और इसे ए का कुछ असंगत मूल्य मिला था और इसके साथ यह पूर्व हो चुका है इसलिए परिणामस्वरूप ए प्लस बीAB का अंतिम मान 1950 के बराबर हो जाती है जबकि एक उचित निष्पादन में यदि टी 1 को टी 2 से पहले पूरी तरह से निष्पादित किया गया था या टी 2 को पूरी तरह से टी 1 से पहले निष्पादित किया गया था तो राशि 2000 होनी चाहिए थी इसलिए यहाँ एक असंगति है ठीक है तो अगर आप कई अन्य बिंदुओं पर भी टी 1 के डीशेड्यूलिंग के बारे में सोचते हैं तो आप पा सकते हैं कि आपको दो खाते की राशि के लिए कुछ अलग अलग परिणाम मिल रहे हैं इसलिए यह अवांछनीय है क्योंकि हम जो अपेक्षा करते हैं यदि वे दोनों ठीक से निष्पादित किए जाते हैं दोनों लेनदेन ठीक से निष्पादित होते हैं तो मुझे करना चाहिए कि राशि की कुल मात्रा केवल 2000 रहनी चाहिए तो यह संगामिति की समस्या है इसलिए हम देखेंगे कि इसे कैसे हल किया जा सकता है इसलिए शेर्ड डेटा के इस समवर्ती उपयोग के परिणामस्वरूप डेटा इनकन्सिस्टेन्सी हो सकती है तो उस स्थल को समझा जाता है और इस डेटा कन्सिस्टेन्सी को बनाए रखते हुए इसे संचालन प्रक्रियाओं के क्रमबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है इसलिए यदि पिछले उदाहरण में एक संभावना यह है कि किसी तरह हम यह सुनिश्चित करते हैं कि टी 1 को टी 2 से पहले पूरी तरह से निष्पादित किया जाता है या टी 2 को टी 1 से पहले पूरी तरह से निष्पादित किया जाता है तो यह एक बात है या जब T 1 एक्सेस कर रहा है तो T 2 को A को एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जब T 1 B को एक्सेस कर रहा है तो T 2 को B या इसके विपरीत एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब T 2 A को एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इसलिए जब भी शेर्ड एक्सेस हो रहा है तो किसी अन्य प्रक्रिया को उस संसाधन तक पहुंचने में सक्षम नहीं होना चाहिए जब तक कि यह पहली प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाता है इसलिए डेटा कन्सिस्टेन्सी को बनाए रखने के लिए सिंक्रनाइज़ेशन तंत्र की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहकारिता प्रक्रियाऐं क्रमबद्ध निष्पादन कर रही हैं जो कि आमतौर पर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों द्वारा प्रदान किया जाता है तो हम कुछ तंत्र देखेंगे जिसके द्वारा यह सिंक्रनाइज़ेशन या हार्डवेयर द्वारा या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जा सकता है इसलिए यह प्रोड्यूसर कन्ज़्यूमर समस्या है जिस पर हमने पहले चर्चा की है इसलिए यह सभी चर्चाएँ होंगी तो हम मान लेंगे कि मशीन निर्देश वे परमाणु हैं तो यह लोड स्टोर निर्देश परमाणु हैं इसलिए जब आप कॉंटेंट को सीपीयू से लोड कर रहे हैं जैसे कि हम पहले दिए गए एमओवी ए कॉमा आर 1 या आर 1 कॉमा ए कहते हैं जो एक लोड निर्देश है और A का मूल्य R 1 में आता है या निर्देश जैसे एमओवी A ए आर 1 जब आर 1 का मूल्य ए में संग्रहीत किया जाता है तो यह एक लोड और स्टोर निर्देश है इसलिए यह मूल रूप से एक लोड प्रकार निर्देश है यह मूल रूप से एक स्टोर प्रकार का निर्देश है इसलिए हम मानते हैं कि यह अटॉमिक है इसलिए आप ठीक बीच में निष्पादन को रोक नहीं सकते हैं इसलिए यदि आप किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखते हैं तो आप पाएंगे कि जब कोई प्रोसेसर निर्देश निष्पादित कर रहा होता है फिर इसे बीच में रोकने के लिए या प्रक्रिया वगैरह को रोकने के लिए हमें जो करना है वह यह है कि हमें किसी प्रकार का इंट्रप्ट भेजना है तो इंट्रप्ट को टाइमर या शायद कुछ IO डिवाइस से या जो भी से उत्पन्न हो सकता है तो वह इंट्रप्ट उत्पन्न होता है लेकिन जब भी यह इंट्रप्ट उत्पन्न होता है यदि प्रोसेसर वर्तमान में एक निर्देश निष्पादित कर रहा है इसलिए अगर बीच में कभी भी इंट्रप्ट उत्पन्न होता है तो पहली बात यह है कि यह प्रोसेसर करता क्या है यह वर्तमान अनुदेश को पूरा करता है और तब यह इस बिंदु से हो सकता है कि कुछ इंट्रप्ट सर्विस रूटीन के साथ ब्रांच कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही इंटरप्ट हुआ है यह तुरंत आईएसआर के साथ ब्रांच करेगा तो शायद प्रोसेसर इस MOV R 1 A निर्देश को निष्पादित कर रहा था और कहीं बीच में इंट्रप्ट उत्पन्न हुआ है इसलिए प्रोसेसर इस निर्देश को समाप्त कर देगा और फिर ISR पर जाएगा ऐसा नहीं है कि यह बीच में जाएगा तो यह है एक धारणा है तो कोई भी आर्किटेक्चर की किताब जो आपको मिलेगी या कोई माइक्रोप्रोसेसर की किताब जो आपको मिल रही हम देखेंगे कि यह एटमॉसिटी बनी हुई है उदाहरण के लिए 8085 प्रोसेसर के मामले में आपको पता चल सकता है कि इंट्रप्ट होने वाली घटना की जाँच अंत में की जाती है लेकिन हर अनुदेश निष्पादन के एक क्लॉक साइकल के बाद इसलिए इसके बाद यह अंतिम लेकिन एक क्लॉक साइकल में इंट्रप्ट की स्थिति की जांच की जाती है और यदि बीच में इंट्रप्ट आता है तो अगले क्लॉक साइकल को समाप्त करने के बाद ही यह इंट्रप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा इसलिए किसी निर्देश का निष्पादन बीच में नहीं रोका जा सकता है तो यह हमेशा अंत तक चलेगा और उसके बाद ही यह प्रोसेसर कुछ इंट्रप्ट सर्विस रूटीन के साथ ब्रांच कर सकता है तो यह मूल धारणा है कि लोड और स्टोर निर्देश प्रकृति में अटॉमिक प्रकार के हैं इसलिए आप निष्पादन को बीच में नहीं रोक सकते इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह निर्देश आधा किया गया है जबकि यदि जब भी आपको निर्देशों का अनुक्रम मिला है इसलिए यदि मुझे निर्देशों का अनुक्रम मिला है तो दो निर्देशों को निष्पादित करने के बाद एक इंट्रप्ट हो सकती है और फिर प्रक्रियाएं किसी अन्य प्रक्रिया पर स्विच करती हैं जो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यह इस हद तक निष्पादित हो और फिर इंट्रप्ट उत्पन्न हुआ हो और यह इस स्थल से ही निष्पादन से बाहर आया हो ताकि ऐसा नहीं हो इसलिए हम इस पर गौर करेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम इस तकनीक को देखेंगे हम इस सिंक्रनाइज़ेशन को करने के लिए तकनीकों को देखेंगे पहली समस्या जिस पर ध्यान दिया जाएगा वह यह है कि हमें यह प्रोड्यूसर कन्ज़्यूमर प्राब्लम मिल गई है तो यह एक प्रोड्यूसर कन्ज़्यूमर प्राब्लम है हमने पहले ही पिछले अध्याय में एक समाधान देखा है लेकिन यह केवल बफर आकार माइनस 1 तत्व का उपयोग कर सकता है तो बफर कभी भरा नहीं होता है इसलिए यह कम से कम 1 तत्व है जो भरा हुआ क्षेत्र है कार्यप्रणाली किसी विशेष शेर्ड वेरियबल को बढ़ाने या घटाने के लिए केवल एक ही प्रक्रिया की अनुमति देती है तो यह तकनीक थी जिसका पालन किया गया था तो केवल एक प्रक्रिया शेर्ड वेरियबल को बढ़ा या घटा सकती है एक समाधान है जो एक ही कार्यप्रणाली का उपयोग करके सभी बफ़र्स को भरता है प्रोड्यूसर प्रक्रिया वेरियबल इन के मूल्य को बढ़ाती है लेकिन आउट को नहीं और कन्ज़्यूमर प्रक्रिया वेरियबल आउट के मूल्य को बढ़ाती है और लेकिन इन को नहीं तो इस तरह से यह समाधान किया जा सकता है लेकिन समाधान बहुत जटिल हो जाता है इसलिएआप इस प्रक्रिया को आजमा सकते हैं लेकिन यह बहुत जटिल हो जाता है इसलिए इस सिंक्रनाइज़ेशन समस्या का उपयोग करते हुए इसलिए हम देखेंगे कि इन प्रोड्यूसर कन्ज़्यूमर प्राब्लम के लिए बेहतर समाधान हो सकता है एक विशिष्ट उदाहरण विशिष्ट समस्याएं हैं जो इस तरह हो सकती हैं मान लें कि हम एक समाधान प्रदान करना चाहते थे जो सभी बफ़र्स को भरता है कि हम प्रोड्यूसर और कन्ज़्यूमर प्रक्रियाओं को एक ही चर को बढ़ाने और घटाने की अनुमति देते हैं तो हम एक और पूर्णांक वैरिएबल काउंटर होने से ऐसा कर सकते हैं तो यह काउंटर वैरिएबल यह पूर्ण बफ़र्स की संख्या पर नज़र रखता है कि कितने बफर क्षेत्र खाली हैं इसलिए शुरू में काउंटर 0 पर सेट होता है और प्रोड्यूसर द्वारा नया बफर प्रोड्यूस करने के बाद वैरिएबल काउंटर को बढ़ाया जाता है और कन्ज़्यूमर द्वारा नया बफर लेने के बाद उसे घटा दिया जाता है तो यह काउंटर वैल्यू किसी भी समय बफर में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या रखता है इसलिए शुरू में मान 0 होता है क्योंकि प्रोड्यूसर आगे वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है इसलिए काउंटर मूल्य में वृद्धि की जाती है और जैसा कि कन्ज़्यूमर कुछ वस्तु का उपभोग कर रहा है काउंटर मूल्य घटाया जाता है इसलिए यह स्थिति है तो यह प्रोड्यूसर प्रक्रिया है तो अगले प्रोड्यूसरस में एक वस्तु का उत्पादन करें तो जब बफर साइज़ का मूल्य काउंटर के बराबर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर अन्यथा इसलिए जब बफर खाली होता है या जब काउंटर बफर साइज़ के मूल्य के बराबर नहीं होता है तो उस स्थिति में अगली उत्पादित वस्तु बफर में डाल दी जाती है तब पॉइंटर में 1 प्रतिशत बफर साइज़ से वृद्धि होती है और फिर काउंटर बढ़ जाता है इसलिए काउंटर बराबर काउंटर प्लस 1 दूसरी ओर कन्ज़्यूमर प्रक्रिया इसलिए यह काउंटर वैल्यू को 0 के बराबर होने की जाँच करता है और यदि यह पाता है कि काउंटर वैल्यू 0 के बराबर है तो बफर में कुछ भी नहीं है इसलिए कन्ज़्यूमर प्रक्रिया इंतजार करेगी फिर आउट स्थिति से इसलिए यह अगली आइटम जिसे कन्ज़्यूम करना है उसे पढ़ेगा इसलिए अगले कन्ज़्यूम बफर आउट के बराबर है फिर आउट पॉइंटर को लागू किया जाएगा और काउंट मूल्य को घटा दिया जाएगा इसलिए यह बहुत मानक समाधान है जो हमारे पास इस प्रोड्यूसर कन्ज़्यूमर प्राब्लम को हल करने के लिए हो सकता है लेकिन एक समस्या है उस समस्या की तरह जो पहले हमारे पास थी जब हमारे पास यह दो बैंक खाते थे और दो लेनदेन एक साथ उन खातों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ आप इस प्रोड्यूसर और कन्ज़्यूमर प्रक्रियाओं में भी इसे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यह काउंटर वैरिएबल है इसलिए इसे प्रोड्यूसर और कन्ज़्यूमर के बीच साझा किया जाता है इसलिए प्रोड्यूसर इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कन्ज़्यूमर इसे कम करने की कोशिश कर रहा है और अगर यह बात अनियंत्रित तरीके से होती है तो इससे काउंटर में कुछ अनिश्चित मूल्य हो सकते हैं ताकि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए कि यह काउंटर काउंटर प्लस 1 के बराबर है और यह मानते हुए कि अंतर्निहित प्रोसेसर में इनक्रिमेंट मेमोरी निर्देश नहीं है तो काउंटर अंततः एक मेमोरी स्थान है इसलिए यदि मैं सीधे एक बयान दे सकता हूं जैसे कि कुछ प्रोसेसर यदि इसने कुछ मेमोरी एड्रेस बढ़ाया है ताकि इस काउंटर को बढ़ाने के लिए निर्देश का उपयोग किया जा सके तो यहां काउंटर अड्रेस दिया जा सकता है और यह इनक्रिमेंट काउंटर वहां काम करेगा तो उस प्रकार के प्रोसेसर के लिए यह चर्चा मान्य नहीं है इसलिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास कार्यान्वयन निर्देश के ऑपरेंड के रूप में यह मेमोरी एड्रेस नहीं है तो सभी अरिथमेटिक लॉजिक और इतने सारे प्रोसेसर हम पाएंगे कि सभी अरिथमेटिक लॉजिक संचालन केवल सीपीयू रजिस्टरों में हैं इसलिए वे आमतौर पर लोड स्टोर आर्किटेक्चर के रूप में जाने जाते हैं और अधिकांश प्रोसेसर जो अब हमारे पास हैं उनमें से कई उन्हें इस लोड स्टोर आर्किटेक्चर के रूप में मिले हैं तो लोड स्टोर आर्किटेक्चर में इसका क्या मतलब है कि सभी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन तो उनके ऑपरेंड सीपीयू रजिस्टर में होने चाहिए इसलिए ऑपरेंड सीपीयू रजिस्टर हैं इसलिए यदि आप कुछ इनक्रिमेंट ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो करना है वह यह है कि पहले हमें काउंटर के मूल्य को कुछ रजिस्टर में लोड करना होगा फिर रजिस्टर मूल्य बढ़ाना होगा और फिर रजिस्टर का मूल्य काउंटर में वापस संग्रहित किया जाना चाहिए दूसरी ओर यदि आप काउंटर काउंटर माइनस 1 के बराबर का प्रयास कर रहे हैं तो तो यह इस तरह से किया जाना चाहिए कि कुछ अन्य रजिस्टर हो सकते हैं रजिस्टर 2 को काउंटर मूल्य के साथ लोड किया जाता है इसे घटाया जाता है और मूल्य को काउंटर स्थान में संग्रहीत किया जाता है तो यह हमारी दो प्रणाली है और मान लीजिए कि ऑपरेशन का क्रम इस तरह होता है तो शुरू में काउंट मूल्य 5 के बराबर था काउंटर मूल्य 5 के बराबर था इसका मतलब है बफर में 5 स्थान भरे हुए थे इसलिए यह 5 स्थान भरे हुए थे अब मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ने अगली वस्तु प्रोड्यूस किया है इसलिए यह निष्पादित होता है इसलिए यह अगली वस्तु प्रोड्यूस करता है तो स्वाभाविक रूप से इसलिए यह इस काउंटर मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करता है तो यह रजिस्टर बराबर काउंटर रजिस्टर 1 के बराबर काउंटर स्टेटमेंट निष्पादित करता है तो रजिस्टर 1 5 के बराबर है तब प्रोड्यूसर अगले स्टेटमेंट रजिस्टर 1 बराबर रजिस्टर 1 प्लस 1R1 R11 के निष्पादित करता है इसलिए रजिस्टर 1 6 के बराबर हो जाता है लेकिन इस दो बयानों को निष्पादित करने के बाद प्रोड्यूसर प्रक्रिया इस बिंदु पर डीशेड्यूल हो गई अब कन्ज़्यूमर प्रक्रिया आ गई और कन्ज़्यूमर प्रक्रिया इस बिंदु से क्रियान्वित होने लगी तो रजिस्टर 2 काउंटर के बराबर है तो रजिस्टर 2 को काउंटर वैल्यू मिलती है जो 5 के बराबर थी इसलिए आप देखते हैं कि रजिस्टर 1 वैल्यू को 6 से अपग्रेड किया गया है यह अभी तक काउंटर में परिलक्षित नहीं हुआ है तो काउंटर वैल्यू 5 पर रहता है इसलिए रजिस्टर 2 काउंटर के बराबर है रजिस्टर 2 वैल्यू 5 है फिर रजिस्टर 2 को 1 से घटाया जाता है रजिस्टर 2 वैल्यू 4 के बराबर हो जाता है और अब मान लीजिए कि कन्ज़्यूमर इन दो कथनों के निष्पादित होने के बाद डीशेड्यूल हो जाता है कि कन्ज़्यूमर डीशेड्यूल हो जाती है और प्रोड्यूसर प्रक्रिया वापस आ जाती है और जब प्रोड्यूसर प्रक्रिया वापस आती है तो यह इस बिंदु से निष्पादित करना शुरू कर देता है इसलिए काउंटर रजिस्टर 1 के बराबर है इसलिए परिणामस्वरूप काउंटर को मान 6 मिलता है और रजिस्टर उसके बाद यह प्रोड्यूसर खत्म हो जाता है इसलिए कन्ज़्यूमर वापस आता है कन्ज़्यूमर अंतिम कथन को निष्पादित करता है जो लंबित था यहां काउंटर रजिस्टर 2 के बराबर है तो रजिस्टर 2 मूल्य 4 था इसलिए काउंटर को 4 मूल्य मिलता है जो हुआ है इस गिनती के बाद काउंटर मूल्य 5 के बराबर था एक और आइटम प्रोड्यूस किया गया है लेकिन एक ही समय में एक आइटम कन्ज़्यूमर द्वारा कन्ज़्यूम किया गया है तो काउंटर मान 5 पर रहना चाहिए लेकिन कुछ इंटरमिटएंट फैशन में शेड्यूलिंग के कारण यह प्रक्रिया कुछ इंटरमिटएंट फैशन में डीशेड्यूल हो रही है इस काउंटर मूल्य को कुछ असंगत परिणाम मिला है तो यह काउंटर वैल्यू 4 के बराबर हो गई है जो सही नहीं है तो यह ऐसा है जैसे दो प्रोसेसर वे एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वे शेर्ड वेरियबल को अपडेट करने के लिए एक दूसरे के बीच रेसिंग कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही सामान्य घटना है जिसे आप कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रक्रियाओं में पा सकते हैं जब भी वे कुछ शेर्ड रीसोर्स का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यह जब भी हमें यह थ्रेड्स मिले हैं वे समानांतर रूप से चल रहे हैं इसलिए थ्रेड्स एक थ्रेड डेटा सेगमेंट में कुछ वेरिएबल को संशोधित करते हैं इसलिए अन्य सभी थ्रेड्स को भी परिणामस्वरूप प्रभाव दिखाई देगा तो थ्रेड्स के बीच एक रेस है इसी तरह वहाँ अगर प्रक्रिया के स्तर पर इसलिए अगर प्रक्रियाओं को उन्हें शेर्ड मेमोरी में बनाए गए कुछ शेर्ड वेरियबल मिले हैं तो उस शेर्ड मेमोरी लोकेशन को अपडेट करने के लिए प्रक्रियाओं में रेस होगी तो यह अपडेट इस रेस की स्थिति बहुत सामान्य है और इस रेस की स्थिति को सावधानीपूर्वक हल किया जाना है और दुर्भाग्यवश OS डिज़ाइनर इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अंततः इस प्रोग्राम को यह प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं द्वारा विकसित की जाती है इसलिए उपयोगकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए कि मैं इस सिंक्रनाइज़ेशन को कैसे कर सकता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रियाविधि प्रदान करेगा जिसके द्वारा यह सिंक्रनाइज़ेशन किया जा सकता है लेकिन उनके उचित उपयोग की जिम्मेदारी सिस्टम उपयोगकर्ताओं के साथ होगी ठीक है इसलिए एक सिस्टम लेवेल प्रोग्रामर के रूप में मुझे अपने प्रोग्राम को कुछ सिंक्रनाइज़ फैशन में लिखने में सक्षम होना चाहिए और जब भी मैं समानांतर प्रोग्राम लिख रहा होता हूं तो यह अपेक्षा की जाती है कि मुझे पर्याप्त समझ और पर्याप्त परिपक्वता है कि मैं यह पता लगा सकूं कि यह रेस की स्थिति कहां हो सकती है और तदनुसार निर्णय लें और इस रेस की स्थिति को ठीक से हल करने का प्रयास करें तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इस रेस कंडीशन को हल करने के लिए इसलिए हमें यह स्थिति मिली है कि हम इस रेस कंडीशन को कैसे हल करें तो मूल रूप से हमें जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि इस काउंटर का निष्पादन काउंटर प्लस 1 के बराबर है इसे अटॉमिक ऑपरेशन के रूप में किया जाता है इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं इसलिए इसे इंटररपट नहीं किया जाना चाहिए इसके बीच में जबकि इसे निष्पादित किया जा रहा है कोई अन्य अनुदेश कंकरंट्ली निष्पादित नहीं किया जा सकता है वास्तव में कोई अन्य निर्देश काउंटर को अक्सेस नहीं कर सकता है तो इस तरह से काउंटर बराबर काउंटर माइनस 1 के लिए किया जाना चाहिए हमारे पास यह सुविधा होनी चाहिए कि कोई अन्य निर्देश इस काउंटर को एक साथ एक्सेस नहीं कर रहा है सिंक्रनाइज़ेशन समस्या के कई हल करने में सक्षम होने के लिए एक निर्देश या कई निर्देशों को एटॉमिकली निष्पादित करने की क्षमता महत्वपूर्ण है तो लगभग हमेशा आप पाएंगे कि इस क्षमता की आवश्यकता है हम चाहते हैं कि कोड का एक टुकड़ा हो जिसे एक नॉन इंटररपटेड फैशन में अटॉमिक निष्पादित किया जा सके इसलिए हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे कि इन निष्पादन के दौरान इस एटोमिसिटी को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है